विपणन अनुसंधान और विश्लेषण के सत्र में आपका स्वागत करता है जिस क्षण हमने अनुसंधान डिजाइन पैमाने नमूने और सभी जैसे कई मुद्दों पर चर्चा की है इन बातों को इसलिए आज हम आपके एक और सबसे महत्वपूर्ण भाग में जानेंगे शोध प्रक्रिया परिकल्पना तो आइए हम समझते हैं कि परिकल्पना वास्तव में हर शोधकर्ता कुछ परीक्षण करना चाहता है पूरी तरह से अनुसंधान के उद्देश्य को जानना चाहता है कि हमारे पास जो भी है ठीक है हम सोच रहे हैं या हम महसूस कर रहे हैं कि क्या यह स च है या क्या यह सच नहीं है यह सही है या क्या यह सही नहीं है इसलिए ऐसा करने के लिए हमारे पास मूल रूप से कुछ करने के दो मूल तरीके हैं एक मूल रूप से एक शोध प्रश्न ठीक है इसलिए अनुसंधान प्रश्न का उपयोग तब किया जाता है जब कोई शोधकर्ता एक तरह का खोजबीन अनुसंधान कर रहा हो जहां वह तैयार करने की प्रक्रिया में ठीक है इसलिए इस तरह के स्थिति में शोधकर्ता को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है जैसा कि हम मूल रूप से प्रश्न पूछते हैं सवाल पूछते हुए वह आखिरकार सवाल या जवाब के लिए हल निकालना चाहता है सवाल यह एक तरीका है दूसरा तरीका विकसित करना है कि परिकल्पना सही है एक परिकल्पना को विकसित करने के लिए एक परिकल्पना सही है तो अब परिकल्पना कुछ भी नहीं है केवल शोध प्रश्न के समान है लेकिन अंतर केवल यह है कि एक परिकल्पना या जबकि डिजाइनिंग बनाने वाले ने अध्ययन के उद्देश्य के बारे में कम से कम कुछ निश्चित विचार किया हैतो आइए देखें कि आप सही कैसे परिभाषित करते हैं जैसे कि यदि आप एक सरल तरीके से समझना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं कि परिकल्पना और कुछ नहीं बल्कि एक धारणा है जो शोधकर्ता द्वारा बनाई गई है और फिर वह इस धारणा को ठीक करना चाहता है किसी घटना के बारे में धारणा या विचार सही है तो आप उदाहरण के लिए कह सकते हैं कि पृथ्वी का निर्माण बड़े धमाके के बाद हुआ था जब तारे टकराए थे और तब हो सकते हैं परिकल्पना यह है कि सौर सही पृथ्वी पर सितारों का एक विकास था जब आप कह रहे हैं कि सिस्टम कोशिश कर रहा है तो जो लोग पीत ज्वर से पीड़ित थे वे लोग हैं जो सही सलामत अफ्रीका गए थे इसलिए मेरी धारणा यह है कि अगर किसी को पीला बुखार हो रहा है या तो वह कई लोगों के पास गया है अफ्रीका के कुछ हिस्सों या वह जानता था कि उस व्यक्ति से संक्रमण हो सकता है जिसने उस यात्रा की है इसलिए हमारी स्थिति मूल रूप से सही है यह तार्किक रूप से गठित है दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध के आधार पर कहा कि दो या अधिक चर और एक संबंध बनाना चाहते हैं जैसा कि पीत ज्वर से पीड़ित अफ्रीकी मामला है और हम कह रहे हैं कि शायद जगह सही है इसलिए जगह और ए के बीच एक रिश्ता है रोग सही या संक्रमण सही संक्रामक व्यक्ति तो हम संक्रमण संक्रामक व्यक्ति कह रहे हैं ठीक है इसलिए हम ठीक पीले बुखार को बीमारी कहने की कोशिश कर रहे हैं वह स्थान या कोई व्यक्ति जो अभी संक्रमित है यह एक उदाहरण है कुछ सैद्धांतिक नेटवर्क के आधार पर बनाया गया है इसलिए ये सभी सिद्धांत आप कह रहे हैं कि व्यायाम करने वाले लोग अधिक समय तक जीवित रहेंगे यह एक परिकल्पना है क्या यह आवश्यक है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जहां ऐसी स्थितियां हैं कि जिन लोगों ने व्यायाम नहीं किया है वे लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे हो सकता है कि वे किसी अन्य कारण से हों या उनका निधन हो गया है लेकिन दूसरी ओर हमने ऐसे मामलों को भी देखा है जहां एक व्यक्ति कई वर्षों से कुछ बीमारियों के कारण अस्पताल में है लेकिन वे शायद कुछ प्रकार की बीमारियों के बाद भी जीवित हैं इसलिए यह एक सिद्धांत से बाहर है लेकिन यदि आप व्यायाम करते हैं यदि आप अधिक फेफड़ों को दे रहे हैं और आप खुद को फिट रखना जानते हैं तो आप लंबे समय तक जीवित रहेंगे उदाहरण ग्राहक उन्मुख कंपनियों का मतलब है कि वे कंपनियां जो अधिक अनुकूल या उन्मुख हैं उनके ग्राहक के लिए और अधिक व्यापार करना होगा या फिर आप कह सकते हैं कि अधिक लाभप्रदता है उत्पादन उन्मुख कंपनियां फिर अधिक ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों के बारे में अधिक परेशान हैं उनके इन्वेंट्री कच्चे माल की गुणवत्ता नियंत्रण के बारे में और ग्राहक इस बात पर खुश है या नहीं है इसी तरह बाल कलाकार के विज्ञापन अब उदाहरण के लिए कई विज्ञापन हैं कंपनियां छोटे बच्चों को विज्ञापन में लाने की कोशिश कर रही हैं क्योंकि ऐसा महसूस किया जाता है यह अधिक श्रोताओं को आकर्षित करेगा जिसका अर्थ है कि यहां दर्शकों की संख्या मेरे द्वारा गलत है आप एक दर्शक के रूप में समझ सकते हैं कि अधिक दर्शक वहां होंगे यदि कलाकार वहां हैंविज्ञापन में शामिल बच्चे हैं अगर कोई वयस्क सही वयस्क व्यक्ति है तो ये परिकल्पना हैं अतः हम जो प्रारंभिक डेटा एकत्र कर रहे हैं उस अवलोकन से एक अवलोकन अधिकार है इसलिए हमें कुछ प्रारंभिक विश्लेषण डेटा एकत्र करना होगा जिसे हमने एक समस्या परिभाषित किया है फिर सैद्धांतिक फ्रेम वर्क के माध्यम से जिसका अर्थ है एक साहित्य समीक्षा या यहाँ यह महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रक्रिया है लेखन शोध पत्र के दौरान भी आपकी मदद करता है या यहां तक कि पीएचडी रिपोर्ट तो एक बार जब आप सैद्धांतिक फ्रेम वर्क करते हैं तो इसके पीछे क्या सिद्धांत है हर शोध के आसपास अन्य तरीके को मजबूत सिद्धांत द्वारा समर्थित होना चाहिए अगर सिद्धांत का समर्थन नहीं है तो यह ऐसा है जैसे कोई अंधेरे में मारने की कोशिश कर रहा है और बस वह यह साबित करने की कोशिश कर रहा है कि एक शब्द है या वह कथन है इसलिए इसे कुछ सिद्धांत द्वारा समर्थित किया जाना चाहिए कुछ तर्क ठीक है तो आप आम तौर पर परिकल्पना और उसके नमूना के माध्यम से आप मूल रूप से अनुसंधान डिजाइन करते हैं और ये सभी चीजें तब आप डेटा एकत्र करते हैं और फिर आप परिकल्पना की कटौती या जांच करते हैं और फिर अपनी रिपोर्ट लिखें यह प्रक्रिया है एक अच्छी परिकल्पना क्या है यह देखने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि यह उद्देश्य के लिए पर्याप्त है परिकल्पना जब आप एक परिकल्पना तैयार कर रहे हैं तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है कि वास्तव में अनुसंधान का उद्देश्य क्या है यह किसी अन्य विषय में मोड़ दिया गया है तो यह परिकल्पना परीक्षण करने योग्य होना चाहिए मान लीजिए कि आप कहीं न कहीं दूधिया तरीके से जानते हैं कि कुछ ऐसा होता है जो वजन या घनत्व में एक प्रकार का बदलाव होता है लेकिन अब यह है कि क्या यह परीक्षण योग्य है मुझे नहीं पता कि मुझे अपनी सीमाओं के भीतर संदेह है कि मैं अपनी सीमाओं के साथ सही परीक्षण नहीं कर सकता इससे बेहतर है कि आप वहां परिकल्पना बनाते हैं संभवतः एक परिकल्पना नहीं है जिसे आप बना सकते हैं जो कई परिकल्पना हो सकती है जो आप कर सकते हैं तो यह संभव है कि एक परिकल्पना अधिक तार्किक हो और अधिक आप प्रभावी जानते हैं कि आप तार्किक सही समझ सकते हैं तो एक और सही फिर दूसरा सांख्यिकीय उपाय के माध्यम से परीक्षण किया जा सकता है अगले परिकल्पना क्या यह दिशात्मक है या गैर दिशात्मक है अब इसका क्या मतलब है कि हमारे पास अंतिम श्रेणी में है हमने सामान्य वितरण के बारे में भी बात की थी इसलिए मैं एक सामान्य वितरण के बारे में बात कर रहा हूं इसका कारण सामान्य वितरण में हम अपनी परिकल्पना का परीक्षण करेंगे अब कैसे आम तौर पर कह रहे हैं कि यह एक सामान्य वितरण है तो औसत माध्य है और मोड केंद्र में और जब तक तिरछा नहीं होगा लेकिन अगर इसे तिरछा किया जाता है मान लीजिए यह वितरण सकारात्मक रूप से तिरछा है और अन्यथा यह कुछ इस तरह का अधिकार हो सकता है इसलिए यह एक नकारात्मक तिरछा है वितरण को दाईं ओर तिरछा किया जाता है और एक सकारात्मक तिरछा एक ऐसा स्थान है आम तौर पर यह दाईं ओर की ओर अधिक होता है दाईं ओर का क्षेत्र दाईं ओर पक्ष को कवर करता है इसलिए जब आप होते हैं जब आपको तिरछापन की समस्या होती शोधकर्ता को ऐसी स्थितियों को ठीक से समझना होगा कि इस विषमता का परिकल्पना पर प्रभाव है हम बहुत धीमी गति से देखेंगे इसलिए जब मैं पहली दिशा के बारे में बात कर रहा हूं तो जब मैं परिकल्पना का परीक्षण कर रहा हूं तो वास्तव में मैं इसे वास्तव में सेल करना चाहता था इसलिए जब मैं एक परिकल्पना कर रहा हूं और परिकल्पना संभवतः हो सकती है दो चीजें और स्वीकृति क्षेत्र हो सकते है तो यह आत्मविश्वास अंतराल है और यह वह क्षेत्र है जो अब अस्वीकृति क्षेत्र है देखते हैं कि बीच में एक स्वीकृति क्षेत्र मिल गया है लेकिन दो अस्वीकृति वितरण के दो पक्षों में क्षेत्र अब यह एक ऐसा मामला है जो सैद्धांतिक रूप से आपको बताएं तो इसका मतलब है कि अस्वीकृति के दो क्षेत्र हैं जिसका अर्थ है कि यह अध्ययन दोनों दिशाओं में जा सकते हैं इसलिए यह एक ऐसा मामला है जहां यह दिशाहीन है तो एक उदाहरण है कि परीक्षा में 60 अंक स्कोर करेगा मैं यहां तक कह रहा हूं कि क्या आपका सभी विषयों का औसत 60 मैं होगा मुझे पता नहीं है कि μ 60 है इसलिए μ या कोई μ≠60 मान लीजिए μ≠60 इसलिए यदि μ≠60 कि साधन μ 60 है या μ 60 से कम हो सकता है इसलिए यह 60 से अधिक हो सकता है या यह 60 हो सकता है यदि ऐसा है तो यह दोनों तरीके हैं तब हम कह रहे हैं कि यह एक गैर दिशात्मक है यह एक दिशा नहीं है लेकिन दूसरी तरफ अगर only केवल 60 हैं तो यकीन है कि μ only 60 है उत्पाद के लिए 100 है तो आप अस्वीकृति के क्षेत्र को जानते हैं उदाहरण है कि अस्वीकृति क्षेत्र केवल दाहिनी ओर गिरता है यह दाहिनी ओर गिरता है इसका मतलब है कि यह उच्चतर है मान अस्वीकृति दाईं ओर उच्च मान पर गिरती है जिसका अर्थ है कि दाईं ओर सकारात्मक पक्ष है तो कहते हैं कि यह सकारात्मक पक्ष है यह नकारात्मक पक्ष है इसलिए जब मैं कह रहा हूं कि अस्वीकृति क्षेत्र सही अर्थ में आता है जब अधिक मूल्य या ए चरम मान यह मान लें कि हम किसी उत्पाद के मूल्य को उत्पाद को अस्वीकार करने के अलावा कीमत के आधारों को मान लें कि यदि मूल्य दो उच्च है तो वे उत्पाद को अस्वीकार कर देंगे अब दो उच्च यहाँ स्पष्ट रूप से नहीं गिरेंगे लेकिन दूसरी ओर अगर कीमत से परे गिर जाता है जैसे अन्य उत्पाद जो लक्जरी सामान और निश्चित सीमा स्थिति उन्मुख हैं तब लोग इसे अपने स्टेटस सिंबल के साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं ताकि वे कहें कि अगर कीमत में गिरावट आई है कुछ स्तर तब भी वे अस्वीकार करते हैं या हमें एक और सरल उदाहरण देते हैं गुणवत्ता अब यदि गुणवत्ता एक निश्चित स्तर से आगे गिरती है तो आप अस्वीकार कर देंगे कि गुणवत्ता में सुधार आया है बाएं की ओर ठीक है तो मेरा अस्वीकृति क्षेत्र या तो यहाँ या कभी कभी गिरता है जब दोनों तरफ पता है तो दिशात्मक है कि एक दिशा क्या है यह बाईं पक्ष ओर या दाईं पक्ष ओर है तब यह एक दिशात्मक है लेकिन जब मुझे नहीं पता कि यह एक मामला है तो हमने कहा कि यह दिशाहीन है इसलिए एक बार जब आप महत्वपूर्ण चरों की पहचान कर लेते हैं तो उनके बीच संबंध स्थापित करते हैं सैद्धान्तिक ढांचे में तार्किक तर्क तो एक बार पता चल जाता है कि चर क्या हैं उदाहरण के लिए अध्ययन करने की कोशिश कर कोई व्यक्ति यह कहना चाह रहा है कि यदि अधिक विज्ञापन या अधिक प्रमोशन किया जाता है हम कहते हैं कि प्रमोशन और बिक्री संबंधित हैं अब उच्च पदोन्नति से बिक्री बढ़ेगी जिससे हम सीधे बिक्री को प्रभावित करेंगे तो ऐसी स्थितियों में क्या होता है जब हम एक बार संबंध स्थापित करने के बाद कह रहे होते हैं कि यह एक रिश्ता है लेकिन यह केवल दो चर हो सकते हैं मान लें कि दो से अधिक चर भी संभव हैं इसलिए कहें कि नहीं केवल प्रचार लेकिन पदोन्नति और उपलब्धता बिक्री प्रभाव लेकिन अब यह है कि यह एक अन्य कारक है कि संतुष्टि है और संतुष्टि तब बिक्री मान लेते है कि बीच एक चर में लाया है जो रिश्ते कि मध्यस्थता कर सकता है या जो एक वैरिएबल है वैरिएबल जो कि उपलब्धता और बिक्री के बीच संबंध को प्रभावित करता है तो यह इस चर के माध्यम से गुजरता है तो यह एक बेहतर प्रभाव दे रहा है समाधान करें तो तीन चीजें रिश्ते की वैधता का परीक्षण करती हैं कि क्या रिश्ता वैध है या नहीं यदि विवेकशील वैधता अभिसरण जैसी निर्माण वैधता के बारे में बताया है वैधता और पहले के सभी खंडों में मौजूदा के बारे में कुछ विश्वसनीय संबंध कि जानकारी मिलती है ताकि आपको जानकारी एकत्र करनी हो ठीक है अब अंत में परीक्षण के परिणाम का परीक्षण करें विकसित किए जाने के बाद परिणाम जो परिकल्पना परीक्षण का हिस्सा बना रहे हैं तो परिकल्पना परीक्षण ठीक है परिकल्पना में 2 प्रकार की परिकल्पनाएं हैं जो एक धारणा मूल रूप से है यहाँ कहना है कि वहाँ 2 परिकल्पना अशक्त परिकल्पना और विकल्प परिकल्पना हैं अशक्त परिकल्पना को हमेशा H0 के रूप में परिभाषित किया जाता है और H1 के रूप में वैकल्पिक परिकल्पना को किया जाता है बहुत स्पष्ट है कि अशक्त कुछ ऐसी स्थिति है जहां यह यथास्थिति है अर्थात कि कुछ हो जाएगा कोई बदलाव नहीं होगा यह नहीं बदलेगा उदाहरण न्यूटन की जड़ता का नियम यह कहता है कि हर कोई आराम या गति की स्थिति में होता है जब तक और जब तक उस पर कोई बाहरी बल लागू नहीं किया जाता है इसका अर्थ है कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा जारी रखें क्योंकि यह ठीक उसी तरह है जो यथास्थिति है यह मान लीजिए कि आप एक अच्छे छात्र हैं फिर आप एक अच्छे छात्र बने रहेंगे और असफल होने का कोई मौका नहीं मिलेगा और मेरी नीरस परिकल्पना है आम तौर पर एक मामले के बराबर मामला लगता है कि लोगों के 2 समूह समूह 1 और समूह 2 हैं इसलिए मैं कुछ भी बदलना नहीं चाहता मैं कुछ नया स्थापित नहीं करना चाहता जो कुछ भी हो रहा है वह सामान्य है अशक्त परिकल्पना है इसलिए यह कहता है कि दोनों चर के बीच कोई सांख्यिकीय महत्व नहीं है वे समान हैं इसलिए यह नहीं कह सकते हैं कि दो भिन्नताओं के बीच कोई अंतर मौजूद है या नहीं समझें कि यह कहने के लिए एक शोध करना चाहते हैं कि कोई अंतर नहीं है शोधकर्ता वास्तव में यह पता लगाना चाहते हैं कि वास्तव में इसका कोई प्रभाव है या नहीं कि खाने के लिए मैं एक दवा ले रहा हूं इस दवा का असर होगा या नहीं अशक्त परिकल्पना होगी कि नहीं दवा का कोई असर नहीं होगा क्योंकि यथास्थिति यह चल रही है इसलिए मैं कुछ भी दावा नहीं कर सकता इसलिए दवा नहीं होगी दवा के साथ जानना चाहते हैं कि वास्तव में इसका प्रभाव कितना अच्छा या बुरा होगा बात अब अच्छी है या बुरी अगर मैं कहता हूं कि क्या होगा तो यह दो दिशाओं को कह सकता है इसलिए यह यह बाएं ओर अच्छा हो सकता है दाईं ओर खराब हो सकता है तो जो कुछ भी आपको यह समझना है कि अशक्त उदाहरण के समान है यदि एक पैंट है इस फूल को फूलदान मैं लगा रहे हैं और सोडा डाल रहे हैं और इसी तरह का एक और प्लांट लगाकर आप सादे पानी डाल रहे हैं क्या हमें आपकी अशक्त परिकल्पना है कि दोनों पौधों के बीच वृद्धि में कोई अंतर नहीं होगा इसका मतलब यह है कि अगर मैं पानी या सोडा पर मुकदमा कर रहा हूं तो इससे कोई असर नहीं पड़ता है यह पौधे की वृद्धि होगी इसलिए सोडा का विकास पानी के विकास के बराबर है मेरा शून्य परिकल्पना ओकरी है लेकिन उनके साथ मेरा वैकल्पिक कोई अंतर नहीं है सोडा में वृद्धि पानी में वृद्धि के लिए है पानी की वृद्धि हो रही है या पानी के साथ संयंत्र बेहतर होगा या सोडा नहीं तो यह मामला है जो मैंने इसके साथ शुरू किया है वह एक गैर दिशात्मक है या दो कहते हैं दिशात्मक गैर दिशात्मक या दिशात्मक दो दिशात्मक अधिकार तो यह दोनों पक्षों को स्थानांतरित कर सकता है तो वैकल्पिक परिकल्पना है परिकल्पना अशक्त करने के लिए संक्षिप्त है परिकल्पना अगर एक पौधे को एक महीने के लिए क्लब सोडा खिलाया जाता है और दूसरे को सादे पानी से खिलाया जाता है पौधे को क्लब सोडा के साथ खिलाया जाता है सादे पानी के साथ पौधे को खिलाए जाने वाले पौधे की तुलना में बेहतर बढ़ेगा अब इस उदाहरण में एक पक्ष के अधिकार के रूप में लिया गया है जो क्लब सोडा का उपयोग कर रहा है वह बेहतर होगा यह एक दिशा है लेकिन अगर यह नहीं के बराबर है तो यह दोनों दिशाओं द्वारा या तो बेहतर हो सकता है या ठीक उलटा हो सकता है लेकिन वास्तव में यकीन है कि यह बेहतर कभी नहीं होगा स्पष्ट रूप से सही परिकल्पना कभी नहीं होगी एक सैद्धांतिक दृष्टिकोण के लिए अगर कोई कहता है कि क्लब सोडा के साथ खिलाया जाता है तो बेहतर होगा कि यह एक पूंछ है तो एक वैकल्पिक देखते हैं जो कुछ मतभेद हैं या प्रभाव अब स्वीकार किया जाता है कि वैकल्पिक परिकल्पना को स्वीकार करने के लिए इसका उपयोग क्यों हैं जिससे बदलाव आएगा राय या कार्रवाई सिर्फ एक सेकंड में इस मामले की कल्पना करें जहां शोधकर्ता वास्तव में क्या चाहते हैं कि शोधकर्ता जानना चाहता है कि वास्तव में हमेशा अशक्त परिकल्पना रहना चाहता है कह सकते हैं कि समय नहीं है यह सबसे अधिक समय है जब अशक्त परिकल्पना को भंग करना चाहते हैं यह शून्य साबित होता है बल्कि वैकल्पिक परिकल्पना स्वीकार करते हैं अब विकल्प क्या है अब हम उस स्थिति में कहेंगे जब हम क्लब सोडा का उपयोग कर रहे थे पौधा बेहतर बढ़ेगा यह सच भी हो सकता है जो जानता है कि रसायन पर रचना सलाह हैया व हाँ या टोपी वास्तव में पौधों की वृद्धि के बीच संबंध है सोडा है और पानी है मैं एक पारंपरिक तरीके से गुजर रहा हूं कि पौधों को पानी दिया गया है इसलिए पानी अवश्य देना चाहिए लेकिन हो सकता है सोडा को कुछ रासायनिक संरचना मिली हो जो की वृद्धि के लिए अच्छा है पौधों को जो एक शोधकर्ता के रूप में जानते हैं हमेशा अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करने का प्रयास करूंगा लेकिन मैं वैकल्पिक ठीक स्वीकार करने की कोशिश करूंगा तो अब चलिए इसे लेते हैं कि मूल रूप से सांख्यिकीय पैरामीटर क्या हैं उदाहरण के लिए जब आप जनसंख्या पैरामीटर के बारे में बात करते हैं जो आप उदाहरण के लिए कहते हैं μ के बारे में बात करने के लिए μ है और आप जानते हैं कि π के लिए है are अब यही है जनसंख्या का मतलब जनसंख्या अनुपात है अब किस अनुपात को कहते हैं जनसंख्या अनुपात या लोगों का अनुपात एक परीक्षण पास करना या अटेस्ट करना है इसलिए पी मान अनुपात हो सकता है इसलिए जिन व्याख्याओं को समझने की कोशिश है वे इस जनसंख्या के लिए हैं क्योंकि यह एक नमूना के लिए है एक्स बार के रूप में माध्य को निरूपित करेंगे और यहां इसे पी द्वारा निरूपित करेंगे इसलिए पी नमूना अनुपात है यह कहता है कि अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार किया जा सकता है लेकिन इसे कभी स्वीकार नहीं किया जाता है शास्त्रीय परिकल्पना में परीक्षण यह निर्धारित करने का कोई तरीका नहीं है कि अशक्त परिकल्पना सही है या नहीं तो चलिए इस मामले में विपणन अनुसंधान में शून्य परिकल्पना इस तरह से बनाई गई है कि अस्वीकृति होनी चाहिए वांछित निष्कर्ष की स्वीकृति अब उदाहरण के रूप में यह मामला है अनुपात है इसलिए हम अस्वीकार करना चाहते हैं वैकल्पिक को शून्य स्वीकार करें इसलिए कुछ वैकल्पिक है कि शोधकर्ता चाहता है वह इस बात को स्वीकार करना चाहता है वैकल्पिक रूप से मूल रूप से ठीक साबित करने के लिए अब आप किस तरह परिकल्पना का परीक्षण करते हैं पहला कदम है परिकल्पना तैयार करना ये कुछ पैरामीटर हैं उदाहरण यह आबादी के मामले में उपयोग किया जाता है और यह नमूने का मामला है इसलिए कुछ सूचनाएं जो आपको किताबों या कुछ में सामना कर सकती हैं अब इसका मतलब है जनसंख्या का मतलब है यह नमूना मतलब ठीक है तो यह जनसंख्या अनुपात है यह नमूना अनुपात है उदाहरण के लिए जानते हैं कि मानक विचलन का उपयोग आबादी के लिए किया जाता है जहां जनसंख्या उपयोग किया जाता है जबकि हम इस एस का उपयोग नमूना अधिकार के लिए करते हैं ये पैरामीटर के योग हैं परिकल्पना परीक्षण के लिए आपका पहला कदम परिकल्पना करना तैयार होता है परिकल्पना तैयार करने के बाद आपको यह तय करना होगा कि किस प्रकार का परीक्षण कर रहा हूं इससे पहले उपयोग करके आपको यह भी समझना होगा कि परीक्षण की दिशा क्या है क्या यह दो दिशा परीक्षण या यह 1 दिशात्मक परीक्षण है जो हम तय करेंगे यह महत्वपूर्ण क्यों होगा क्योंकि परीक्षण की दिशा के अनुसार मेरा अस्वीकृति क्षेत्र दोनों तरफ और केवल 1 पक्ष कि तरफ होगा इसलिए यह तय करना होगा कि परीक्षण की दिशा क्या है आपको महत्व स्तर ढूंढना है अब महत्व स्तर क्या है एक महत्व स्तर मूल रूप से अशक्त परिकल्पना को खारिज करने का एक स्तर है हम इसे α या महत्व भी कहते हैं क्योंकि यह α अस्वीकृति के मूल्य की राशि है जब शोधकर्ता सही होने पर अशक्त परिकल्पना को खारिज कर देते हैं अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार कर दिया जाता है इस अवसर को α या महत्व स्तर कहा जाता है अब α या महत्व स्तर के कितने शोधकर्ता लेने के लिए तैयार हैं मान लीजिए α हम मान के रूप में 5 लेते हैं इसलिए जब आप 5 कह रहे हैं कि विश्वास स्तर 95 है तो 5 महत्व है इसका मतलब है कि 5 गलती हो सकती है संभवतः उतना ही अच्छा है जितना कि आप समझ सकते हैं इसका परीक्षण कैसे करते हैं कि मूल रूप से अंतिम हैं सत्र ने यह भी कहा कि हम सभी Z मान को मापते हैं अब Z मान हम के संदर्भ में कहते हैं माध्य और अनुपात दो सूत्र हैं उदाहरण के लिए माध्य के संदर्भ में कहते हैं x - this x वही है जो मैंने पिछले सत्र में भी की थी तो x मेरा नमूना मतलब है यह मेरी आबादी का मतलब है यह मेरी मानक त्रुटि है नमूना मानक विचलन नमूना मानक विचलन का वितरण ठीक है तो यह σ है दूसरी तरफ मान लीजिए कि इस मामले में अनुपात के मामले में यदि आप Z P hands P देखते हैं नमूना जनसंख्या population पर π है अब Now P देख सकते हैं तो कुछ भी नहीं है Π 1 Π n तो Π कुछ भी नहीं है लेकिन सफलता की दर मूल रूप से है जिसे आप सरल रूप में समझते हैं यह पी नमूना जनसंख्या के अलावा कुछ भी नहीं है इसलिए पी एक्स क्यू एन उस अधिकार के रूप में अच्छा है इसलिए जब हम उपयोग करते हैं यह z मान की गणना करने में सक्षम हैं यह z मान हमें निर्धारित करने में मदद करता है तब हम पता लगाएंगे शून्य परिकल्पना को स्वीकार या अस्वीकार किया जाना चाहिए अब अपने Z मान को कैसे मानें परिकलित मान महत्वपूर्ण मान से अधिक कहने देता है अब यह 5 आत्मविश्वास स्तर के लिए महत्वपूर्ण मूल्य 196 है अब मान लीजिए कि आप गणना कर रहे हैं Z के लिए मान कहीं 202 या 5 पर आता है महत्वपूर्ण स्तर पार कर रहा है उन्हें आप अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार कर देंगे इसलिए अशक्त परिकल्पना की आवश्यकता है अस्वीकार किया जाए 164 तो हम कहेंगे कि यह सीमा के भीतर होना है तो यह तय करता है कि आपकी अशक्त परिकल्पना स्वीकार की गई है या Z मान अधिकार के आधार पर अस्वीकृत इसलिए यदि यह तालिका मूल्य या महत्वपूर्ण मूल्य से अधिक है तो हम अस्वीकार कर देते हैं क्योंकि यह सरल है अस्वीकृति क्षेत्र में ठीक है लेकिन मान लें कि यह कम है तो यह स्वीकृति क्षेत्र में है इसलिए आप स्वीकार करते हैं Z का यह मान तय करना है कि यह उस दिशा पर निर्भर करता है उदाहरण के मामले में 95 लेकिन दो तरफ तो यह 196 है मान लीजिए आपको एक तरफ फैलाना है चलो इस तरह से इस 95 की तरह कुछ कहते हैं तो यह 05 एक तरफ है जो कुछ भी नहीं है यहाँ इस मामले में यह 196 है लेकिन मान लीजिए कि यह 196 है लेकिन मान लीजिए कि यह दो में फैला हुआ है वह पक्ष जो 025 है लेकिन 95 पर मान z अब 196 हो गया है इसलिए आपको यह जानना होगा कि क्या है परीक्षण की दिशा और z मान के अनुसार बदल जाएगा और उसी के अनुसार आपको गणना करनी होगी क्या आपकी परिकल्पना को स्वीकार किया जाना है या अस्वीकार किया जाना ठीक है जैसा कि मैंने कहा यह α है या यह एक प्रकार की त्रुटि सही है या महत्वपूर्ण स्तर जो केवल टाइप त्रुटि कह रहा था यह दो त्रुटियां हैं जो किसी भी शोध प्रक्रिया टाइप 1 त्रुटि में होती हैं जब नमूना परिणाम अशक्त परिकल्पना की अस्वीकृति की ओर जाता है जब यह वास्तव में सच होता है इसका मतलब है कि आप एक परिकल्पना को खारिज कर रहे हैं जिसे आप खारिज कर रहे हैं एक सच्ची परिकल्पना है ताकि यह एक है त्रुटि है तो अब यह त्रुटि कितनी त्रुटि की अनुमति है या इसके द्वारा अनुमत है शोधकर्ता कभी कभी यह 5 होता है जैसा कि मैंने कहा या यह 1 हो सकता है तो इस त्रुटि को टाइप 1 त्रुटि कहा जाता है या α मैं आपको सही दिखाऊंगा इसे स्तर भी कहा जाता है जब यह अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए तो यह एक गंभीर बात है स्पष्ट रूप से त्रुटि का प्रकार और यदि आप यहाँ से समझ सकते हैं तो इसे कई बार कहा जाता है निर्माता समस्या क्योंकि लगता है कि एक कंपनी ने कुछ टेबल का उत्पादन किया है या अब अगर आप कार बना रहे हैं और हम कहते हैं कि कार अच्छी है लेकिन मान लीजिए कि आप खारिज कर दिए गए नमूने को मिला है इसे यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि यह कार अच्छी नहीं है क्योंकि नमूना ऐसा नहीं कहता है क्योंकि उस स्थिति में यह है निर्माता को होने वाले नुकसान के कारण हम कहते हैं कि यह निर्माता की समस्या है टाइप α है ठीक है मैंने कहा है कि एक समस्या है जब कोई उत्पाद अच्छा नहीं है लेकिन आपने इसे अनुमति दी है मतलब है कि अशक्त परिकल्पना सच नहीं है लेकिन जब आप ऐसा करते हैं तो आपने इसे समस्या स्वीकार कर लिया है जब आप इस तरह की समस्या का सामना करते हैं तो यह वैकल्पिक प्रकार 2 त्रुटि को सही कहता है या a तो टाइप 2 त्रुटि की संभावना को सही द्वारा निरूपित किया जाता है इसलिए यह जो कह रहा है वह मूल रूप से विफल कह रहा है एक झूठे अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करें जिसे वास्तव में खारिज कर दिया जाना चाहिए था इसे अस्वीकार करना लेकिन आपने इसे अस्वीकार नहीं किया ऐसी स्थिति में आप कहेंगे कि यह सही है तो आइए इस उदाहरण को देखते हैं परिकल्पना दो अलग अलग मामलों में यह भ्रमित नहीं करती है कि सैद्धांतिक हिस्सा है सैद्धांतिक भाग और यह एक उदाहरण है जिसे अब मान लें कि H0 सच है का अर्थ है कि शून्य परिकल्पना वास्तव में सच है और यह सही नहीं है आप एक अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार कर रहे हैं आपके पास दो विकल्प हैं जो अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार नहीं करते हैं या अशक्त परिकल्पना को अस्वीकार करते हैं वास्तव में आप कभी नहीं कहते हैं कि आपको अशक्त परिकल्पना को छोड़कर कभी नहीं कहना चाहिए क्योंकि परीक्षण करना अशक्त परिकल्पना की स्वीकृति बहुत संभव है यह बहुत मुश्किल है ठीक है इसलिए अशक्त परिकल्पना अस्वीकार नहीं करें और अशक्त परिकल्पना सत्य है जब अशक्त परिकल्पना सत्य है और आप इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए इसलिए यह एक सही मामला है लेकिन जब शून्य परिकल्पना झूठी है अभी भी अस्वीकार नहीं कर रहा है इसका मतलब है कि आप हमें बता रहे हैं कि खराब दवा है और बाजार इसे अनुमति दे रहे हैं तो यह एक गलत है कि यह खराब उत्पाद है और आप इसे अस्वीकार नहीं कर रहे हैं यदि इस समस्या को टाइप 2 त्रुटि कहा जाता है और दूसरी ओर यदि आप अशक्त हैं परिकल्पना सच है लेकिन आप इसे अस्वीकार कर रहे हैं कार के निर्माता अगर कार अच्छी है लेकिन वह अस्वीकार कर रहा है तो यह निर्माताओं की समस्या है इसलिए क्या यह निर्माता की समस्या है अगर यह आपको होना चाहिए आपको लगता है कि यह उपभोक्ता समस्या है इसे उपभोक्ता की दुविधा कहा जाता है क्योंकि आप बाजार में खराब उत्पाद की अनुमति दे रहे हैं तो यह उपभोक्ता के लिए ठीक नहीं है इसलिए यह टाइप 1 त्रुटि या α है और यह फिर से त्रुटि चरण नहीं है इसलिए यह दो त्रुटियां नहीं हैं और यह दो त्रुटियों का मामला है सिस्टम केस जहां आप देखते हैं और यह फिर से नो एरर स्टेज है इसलिए यह दो एरर नहीं हैं और यह दो त्रुटियों का मामला है इसलिए अब इस कानूनी प्रणाली के मामले को भारत में देखें या जहाँ आप देखते हैं जब तक किसी को दोषी नहीं पाया जाता तब तक कई निर्दोष हैं तो अगर यह वास्तव में निर्दोष है उस पर जुर्माना तो यह अच्छी स्थिति है इसलिए वह निर्दोष है और आप कुछ उस पर जुर्माना कर रहे हैं लेकिन मान लीजिए कि वह निर्दोष नहीं है और वह निर्दोष नहीं है लेकिन आपके पास क्या है क्या आपने स्वीकार कर लिया है कि आप अस्वीकार नहीं किए गए हैं मूल रूप से आपको समझने का मतलब है समझ को स्वीकार किया जाता है इसलिए आपने उसे स्वीकार कर लिया है लेकिन वह वास्तव में अपराधी है वह दोषी है तो यह दूसरी ओर β है अगर वह निर्दोष है लेकिन आपने उसे सलाखों के पीछे डाल दिया है उदाहरण के लिए उसे 5 साल की जेल दी है तो यह गरीबों के लिए गरीबों के साथ एक समस्या है जेल जाओ तो उसने कोई गलती नहीं की है इसलिए यह α फिर से है यदि वह है यदि आपने उसे अस्वीकार कर दिया है और वह निर्दोष नहीं है तो यह सही स्थिति है ठीक है इसलिए ये चरण हैं यह विभिन्न स्थितियों को जानें जिन्हें हम अशक्त परिकल्पना कहते हैं और आप जिस वैकल्पिक परिकल्पना को जानते हैं वह यह दो बुनियादी त्रुटियाँ हैं जो आपको मिलती हैं अनुसंधान में और इस खंड में हमने इस बारे में भी चर्चा की परिकल्पना का परीक्षण कैसे किया जाए परिकल्पना तैयार करें कि एक परीक्षण की पूंछ क्या है और महत्वपूर्ण स्तर क्या है और अंत में परिकल्पना का परीक्षण कैसे किया जाए यह केवल शुरुआत है इसलिए हम अगले भाग में आगे चीजों के साथ जारी रखें बहुत बहुत धन्यवाद